ठीक है तो आइए हम एक अरे में एलिमेंट्स के योग की गणना करने का प्रयास करें जो बहुत ही सरल है ठीक है इसलिए पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या आप कोड को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या विभिन्न कोड के प्रदर्शन को नापते हैं आपको कुछ फंक्शंस से परिचित होना चाहिए 'Omp get wtick आपको सेकंड में एक टाइमर का रिज़ॉल्यूशन बताता हैसही है इसका मतलब है कि इस टाइमर का रिज़ॉल्यूशन एक नैनोसेकंड है रिज़ॉल्यूशन महत्वपूर्ण है सही है क्योंकि यदि आप कोड का एक हिस्सा टाइम कर रहे हैं और हम कहते हैं आप एक टाइमर का उपयोग कर रहे हैं जो एक सेकंड रिज़ॉल्यूशन है और आपका कोड 30 नैनोसेकंडnanosecond में चलता हैसही है तो आपका टाइमर एक सेकंड कहने जा रहा है उस कोड के हिस्से को निष्पादित करने के लिए 1 सेकंड या 0 सेकंड का समय लगेगा क्योंकि आपने टाइमर को कॉल किया आपने कोड को निष्पादित किया आपने फिर से टाइमर को कॉल किया और फिर आपने अंतर निकाला जो यह बता रहा है कि कितना समय लग रहा है उस कोड के हिस्से को निष्पादित करने में जितना समय कोड को निष्पादित करने में लग रहा है आदर्श रूप में आपके टाइमर का रिज़ॉल्यूशन उससे काफी कम होना चाहिए सही है अन्यथा आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे इसलिए फंक्शन 'omp get wtime' मुझे समय लौटाता है सेकंड मे किसी सार्वभौमिक समय से शुरुआत करते है सही है कुछ साल पहले आप आमतौर पर बहुत बड़े मान देखेंगे सही है अब हम क्या करने जा रहे हैं हम अनुक्रमिक कोड के साथ शुरू करने जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम यह देखने जा रहे हैं कि हम इसे कैसे समानांतर कर सकते हैं इसलिए मेरे पास एक चर a है जिसमें एक बिलियन पूर्णांक हैं ठीक है और यह वह अरे है जिसके लिए मैं जोड़ की गणना करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूँ सबसे पहले मै अरे को इनीशिएलाइज् करने जा रहा हूं यह आसान है मैंने एक लूप बनाया और मैं उनको 1's से इनीशिएलाइज् करने जा रहा हूं और फिर मैं अरे के एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा मैं उसको कैसे करू मैं एक चर sum रखता हूं इसे शून्य पर इनीशिएलाइज् करता हूं और इस लूप के भीतर मैं सिर्फ 'sum plus equal to ai' कहता हूं मेरा मतलब है यह सबसे सरल कोड है जिसे कोई भी लिख सकता है और मैं अरे के एलिमेंट्स का योग प्रिंट करता हूं ठीक है और मुझे यह भी पता लगाना है कि इसे निष्पादित करने में कितना समय लगता है उसके लिए मैं 'omp get wtime ' फंक्शन का उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए मैं योग करने से पहले ' omp get wtime को कॉल करता हूं और उसके बाद मैं सारांश करता हूं मैं इस से आरंभीकरण को छोड़ रहा हूंसही मैं आरंभीकरण को समय नहीं दे रहा हूं मैं वास्तविक समय योग करने के लिए समय ले रहा हूं परिणाम t1 और t2 में संरक्षित हैं जो कि डबल हैं और अंततः मैं कहता हूं एलिमेंट्स का योग जो कुछ परसेंटेज डी और इतना समय लेता है कितना समय है यह है t2 t1 ठीक है इस तरीके से टाइमर का यूज़ करते हैं इसलिए मैंने इस कोड को कुछ सिस्टम पर चलाया और इसने 1385 सेकंड लिया चलने के लिए ठीक है तो अब मैं इस कोड को समानांतर बनाने की कोशिश करता हूं तो यह कैसे एक समानांतर है मैं समानांतर में योग करता हूं इसके लिए मैं इस ' pragma omp parallel' समानांतर क्षेत्र का परिचय देता हूं मैं i और tid को निजी रखता हूं और मैं कहता हूं कि डिफ़ॉल्ट रूप से बाकी सब कुछ साझा किया गया है इसलिए यहां एक डिफॉल्ट कीवर्ड है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूं यह कहने के लिए की डिफॉल्ट व्यवहार क्या है इसलिए मैं 'डिफॉल्ट प्राइवेट' कह सकता हूं और फिर क्या होगा कि मैं स्पष्ट रूप से स्कोप नहीं रखता हूं कि मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि प्राइवेट है या शेयर्ड है वह निजी माना जाएगा इसलिए इस केस में मैंने डिफॉल्ट शेयर्ड कहा i और tid प्राइवेट है और फ़िर मेरा मतलब मेरे पास अपना सामान्य tid numt इनीशिएलाइज् है और फिर मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया 'fori 0 i ARR size i ' 'sum ai' इसलिए मुझे उम्मीद है कि योग एक अरब हो सकता है सही है योग एक अरब होना चाहिए था लेकिन मुझे 13 बिलियन दिखा सही तो यहाँ क्या गलत है स्टूडेंट यहां सम प्राप्त करने की रेस है यहां सम प्राप्त करने की रेस है इसलिए यहां दो मुद्दे हैं यदि यहां सम प्राप्त करने की रेस भी है तो भी मैं एक बिलियन से बड़ी वैल्यू क्यों देख रहा हूं कुछ वृद्धि को खोना चाहिए था तो मैं एक बिलियन से छोटी वैल्यू देखता यहां कुछ अन्य मूलभूत समस्या है इस कोड के साथ स्टूडेंट इसलिएजब तक मैं अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता मैं मान रहा हूं कि यहां चार थ्रेड्स है मैंने वेरिएबल इस तरह से सेट किया है के यहां चार थ्रेड्स हैं तो चार थ्रेड्स क्या कर रहे हैं थ्रेड 0 क्या कर रहा है आई इक्वल 0 से 1 बिलियन की तरफ जा रहा है और एलिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है थ्रेड वन क्या कर रहा है यह भी 0 से एक बिलियन की तरफ जा रहा है बिलियन माइनस वन जो भी ठीक है इसलिए सारे थ्रेड्स कोशिश कर रहे हैं पूरे अरे को जोड़ने की यदि मैं सचमुच में यही चाहता तो मुझे 4 बिलियन दिखाई देना चाहिए था क्यों क्योंकि यहां पर 4 थ्रेड्स है लेकिन यहां पर दो समस्याएं है पहला यह कि मैंने कोड को पैरालाइज नहीं किया है मै हर थ्रेड् को एक ही चीज करने को कह रहा हूं मै हर थ्रेड् से अरे का जोड़ की गणना करने को कह रहा हूं 0 से लेकर 1 बिलियन माईनस एक तक सही है इसलिए वह एक त्रुटि है और दूसरा त्रुटि है रेस कंडीशन सही और हमने पहले भी इस रेस कंडीशन को कई बार डिस्कस किया है की कि यह एक वेरिएबल सम है मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं की 'sum plus equal to ai' समएक शेयर्ड वेरिएबल है सही है और सारे थ्रेड्स सम को एक साथ अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं यदि मैं चाहता हूं करना 'sum plus equal to ai' यद्यपि सी में यह एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दिखता है इसको कई इंस्ट्रक्शंस में तोड़ दिया गया है डाटा को रजिस्टर में पेश किया जा रहा है वृद्धि की जा रही है और फिर वापस से मेमोरी में भेजा जाता है सही है सभी सम की वैल्यू को एक साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यहां एक रेस कंडीशन है और यह क्या समय में देख रहा हूं 31 सेकंडस 311 सेकंडस इसके पहले मैंने क्या समय देखा था सीक्वेंशियल कोड में 13 सेकंडस यह समय कैसे बढ़ गया मेरा मतलब है कि मैंने उम्मीद किया था 1385 सेकंडस लेगा सही है क्योंकि सारे थ्रेड्स एक ही काम कर रहे हैं जो सीक्वेंशियल थ्रेड कर रहा है इसलिए यहां पर थोड़ा ओवरहेड हो सकता है थ्रेड्स को लॉन्च करने में फ्रॉक और ज्वाइन मे लेकिन बहुत ज्यादा ओवरहेड नहीं 13 से 31 तक यह कैसे गया यह दूसरे तरीके का ओवरहेड है यहां पर कैश कोहेरेंसी आ जाता है यह 4 प्रोसेसर है उन सभी का अपना कैश है और यह वैरियेबल्स है खास तौर पर सम वेरिएबल कैश के अंदर है हर बार जब कोई थ्रेड सम को अपडेट करता है तो कोई भी प्रोटोकोल हो चाहे वह इनवैलिडेट हो या अपडेट प्रोटोकॉल हो कैश कोहेरेंसी के लिए ओवरहेड है सही है इसलिए कैश कोहेरेंसी ओवरहेड की वजह से समय बढ़ रहा है इसलिए हमने बियर मिनिमम को पढा है जब हम लोग कैश कोहेरेंसी या आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे हम लोगों ने बियर मिनिमम के बारे में पढ़ा जिसको जानना जरूरी है पैरलल प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा की कैश कोहेरेंसी क्या है हम लोगों ने अभी कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल्स नहीं देखा है लेकिन आपको इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि कैश कोहेरेंसी की वजह से ओवरहेड्स होते है जैसे ही आप पैरलल कोट्स लिखने की कोशिश करेंगे वैसे ही आप कुछ असामान्य व्यवहार देखेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और आपको उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे